हम प्रोड्यूसर कंजूमर प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोबलम काफी आम प्रॉब्लम है कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो डाटा का उत्पादन करती हैं और कुछ प्रोसेस उस डाटा को कंज्यूम करती हैं पिछली क्लास में हमने एक उदाहरण दिया था जहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ढूंढने वाला प्रोग्राम लिखा था हमारा प्रोग्राम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ax2 bx c के रूट निकालने के लिए था इस प्रोग्राम को यूजर से ए बी और सी की वैल्यू की आवश्यकता होती है उसके बाद यह रूट निकाल सकता है यह ए बी और सी की वैल्यू रीड करने का कार्य या तो कीबोर्ड के साथ कर सकता है अथवा किसी फाइल से ले सकता है जैसे भी हो यह एक इनपुट प्रोसेस होगी इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक इनपुट प्रोसेस है जो कि इसे डाटा दे रही है यहां पर एक रूट कंप्यूटेशन प्रोग्राम है और दूसरा इनपुट प्रोग्राम है और यह दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही है अगर इनपुट किसी इंसान से लिया जा रहा है तो यह इनपुट प्रोसेस काफी धीमी होगी इनपुट प्रोग्राम ए बी और सी की वैल्यू शेयर्ड मेमोरी लोकेशन पर रख रहा है और कंप्यूटेशन प्रोसेस इनहैं यहीं से रीड कर रही है इसलिए आप समझ सकते हैं कि शेयर्ड मेमोरी लोकेशन इनपुट प्रोसेस और रूट कंप्यूटेशन मॉड्यूल के बीच शेयर की जा रही है अगर यह रूट कंप्यूटेशन मॉड्यूल बहुत तेज गति से चल रहा है तो इसे ठीक से ए बी और सी की वैल्यू नहीं मिलेगी वहीं दूसरी ओर अगर इनपुट एक कंटीन्यूअस फ्लो से चल रहा है अगर मैं प्रोग्राम स्टेटमेंट को बदल दूँ और मुझे एबी सी की वैल्यू की एक श्रृंखला मिल जाती है और प्रत्येक वैल्यू के लिए यह प्रोग्राम इसकी रूट वैल्यू कंप्यूट करता है अगर ऐसे कहें तो यहां पर डाटा ज्यादा तेज गति से आ रहा है और जबकि रुट निकालने की कंप्यूटेशन प्रोसेस की गति धीमी पड़ रही है इस तरह की परिस्थिति को कैसे संभाला जा सकता है मेरे कहने का तात्पर्य है यहां पर हमारे पास कंजूमर और प्रोड्यूसर प्रोसेस के बीच गति का तालमेल नहीं है इनपुट प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस की तरह है और कंप्यूटेशन प्रोसेस कंजूमर प्रोसेस की तरह अब इनकी गति अगर मेल नहीं खा रही तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए इस परिस्थिति को संभालने के लिए हमें प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंजूमर प्रोसेस के बीच एक बफर डालना पड़ेगा ताकि अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस ज्यादा तेज है तो यह बफर पर लिखे और कंजूमर प्रोसेस वहां से इसे कंज्यूम करें ताकि इस असंतुलन का ध्यान रखा जा सके इस बफर में भी हमारे पास दो तरह की संभावना हो सकती हैं एक कि बफ़र का साइज अनबॉउंडेड है अर्थात बफर का आकार असीमित है ऐसे तो यह असंभव लगता है परंतु व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो हम एक पर्याप्त बड़ा बफर रख सकते हैं जिसे प्रोड्यूसर कभी भी भर नहीं पाएगा अगर कंजूमर भी साथ साथ चल रहा है दूसरी संभावना यह हो सकती है कि बफर का आकार व्यावहारिक तरीके से सीमित या बाउनडेड हो बाउंडेड बफर की परिस्थिति में बफर का आकार निश्चित होता है इस परिस्थिति में प्रोड्यूसर डाटा उत्पन्न कर रहा है पर कुछ समय बाद उसे इंतजार करना पड़ेगा ताकि कंजूमर बफर के अंदर से डाटा कंज्यूम कर सके एक बार डाटा कंज्यूम हुआ तो प्रोड्यूसर फिर से आगे बढ़ सकता है अब हम देखेंगे कि यहां पर समस्या के यह दो प्रकार हैं और कैसे यह समस्यायें अलग अलग स्तर पर सिंक्रनाइजेशन की समस्या लेकर खड़ी होती है अगर हम बाउंडेड बफर की समस्याओं की बात करें तो आपको पहले बफर साइज और उसके अंदर की चीजों के प्रकार परिभाषित करने पड़ेंगे यहां पर यह नहीं लिखा गया कि बफर के अंदर इस तरह की चीजें होंगी इसलिए यह एप्लीकेशन पर निर्भर करेगा कि किस तरह की चीजें बफर में रखी जाएंगी अब यहां पर हम बफर के अंदर की चीज़ों के प्रकार निर्धारित कर रहे हैं यह बफर का साइज है फिर इनपुट प्वाइंटर आउटपुट प्वाइंटर इनपुट इंडेक्स और आउटपुट इंडेक्स हैं यहां पर दिया गया समाधान सही है पर बफर के 10 एलिमेंट्स में से केवल 9 ही हमारे उपयोग में आते हैं आइए देखते हैं यह कैसे किया जाता है यह बाउनडेड बफर और प्रोड्यूसर है यह इस प्रोसेस को इनफाइनाइट लूप पर रखता है व्हाईल ट्रू की कंडीशन में यह इनफिनिट लूप एक टाइप आइटम वेरिएबल प्रोडूस करता है यह नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड टाइप आइटम का एक वेरिएबल है व्हायल इन प्लस वन परसेंट बफर साइज आउट के बराबर नहीं है तब यह कुछ नहीं करता यह अब बफर के बराबर हो जाता है मेरे पास शुरुवात में बफर और यह इनपुटआउटपुट प्रोसेस थीं इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस के इंडेक्स यहाँ पर शून्य के बराबर हो गए हैं यह इनपुट और आउटपुट प्वाइंटर दोनों शून्य के बराबर है इसलिए यह इस लोकेशन 0 पर होंगे इसलिए अभी बफर खाली है इन प्लस वन परसेंट पेपर साइज जब आउट के बराबर नहीं है तब यह एक स्टेटमेंट बफर इन इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस लोकेशन इन में एग्जीक्यूट करेगा अभी यह लोकेशन जीरो पर एक आइटम प्रोड्यूस करेगा और उसे यहां लिखेगा तब यह प्वाइंटर इन पर एडवांस करेगा और यह एक के बराबर हो जाएगा यहां पर हम यह मानते हैं कि कंजूमर अभी उपलब्ध नहीं है और बफर एक एक कर भर रहा है और यह इन पॉइंटर बफर की अंतिम स्पेस वैल्यू 9 पर आकर फिर वापस 0 पर जाएगा इसलिए अब यह पुनः पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा और अगर कंजूमर उपस्थित है पर थोड़ा धीमा है और प्रोड्यूसर ने अब तक इतने आइटम बना लिए हैं और अब कंजूमर भी कुछ कंज्यूम कर रहा है कंजूमर प्वाइंटर अब अगली जगह पर चला जाएगा और इस जगह पर आएगा जब यह प्रोडूसर वापस इस जगह पर आता है तो यह देखता है कंजूमर ने बाहर से पहले ही इस जगह पर कंज्यूम कर लिया है इस प्रकार प्रोड्यूसर के कुछ लिखने के लिए यह जगह खाली हो गई है परंतु अगर कंजूमर बहुत धीमा चल रहा है और प्रोड्यूसर फास्ट है ऐसे में अगर कंजूमर अभी यहां है तो यह अगला इस आइटम को कंज्यूम करेगा और प्रोड्यूसर यहां पर हैं और इनपुट प्वाइंटर यहां पर कहीं है अब यह इसके बाद अगली लोकेशन पर लिखने की कोशिश करेगा ऐसे में यह व्हाईल इन प्लस वन परसेंट बफर साइज इस इक्वल टू आउट इसे लूप बनाकर इंतजार कराएगा इस प्रकार बफर के भरे होने पर प्रोड्यूसर को इंतजार करना पड़ता है जब तक कि कंजूमर यहां से कुछ कंज्यूम ना कर ले कंजूमर के साथ ठीक इसके विपरीत चीज होनी चाहिए जैसे जब बफर खाली हो तो इसे वेट करना पड़े यह कैसे किया जाता है वह रूटीन हमने यहां दिया हुआ है अगर इन आउट के बराबर है और इन और आउट दोनों एक जैसे हैं इसका अर्थ है जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जा रहा है वह उसी स्लॉट में लिखेगा जिस पर कंजूमर पॉइंट कर रहा है यह बफर है और इसमें इन इक्वल टू आउट का मतलब यह यहां पर कहीं है इसलिए इन यहां पर है और प्रोड्यूसर भी यहीं इस लोकेशन पर कुछ लिखेगा और कंजूमर भी यही है कंजूमर के यहां पर होने का अर्थ है इसने यहां तक कंज़्यूम कर लिया है और अब अगला यहां से कंज्यूम करने वाला है पर यहां पर कुछ भी नहीं है क्योंकि इन और आउट दोनों बराबर हैं परिणाम स्वरूप कंजूमर को इंतजार करना पड़ेगा जब इन और आउट बराबर हैं कंजूमर को इंतजार कराया जाता है अन्यथा कंजूमर आउट लोकेशन से कंज्यूम कर सकता है और यह आउट प्वाइंटर आउट प्लस वन परसेंट बफर साइज पर बढ़ा दिया जाएगा और फिर इसे कंज़्यूम किया जाएगा इस प्रकार बफर साइज के हिसाब से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच सिंक्रोनाइजेशन कराया जाता है अगर बफर भर जाता है तो प्रोड्यूसर को इंतजार करना पड़ता है और अगर बफर खाली है तो कंजूमर को इंतज़ार करना पड़ता है इस प्रकार बफर के बाउंडेड वाले परिष्करण में प्रोड्यूसर और कंजूमर कार्य कर सकते हैं हालांकि इसमें भी इनपुट आउटपुट मॉडिफिकेशन जैसी कुछ समस्याएं जरुर प्रकट होती है अभी तक हमने यह सुनिश्चित नहीं किया कि कंजूमर प्रोसेस बफर से उसी समय रीड ना कर रहा हो जिस समय प्रोड्यूसर प्रोसेस उस पर राइट कर रही है या फिर इसके विपरीत जब प्रोड्यूसर प्रोसेस राइट कर रही हो और उसी समय कंजूमर प्रोसेस उसे रीड करने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा हो सकता है की प्रोड्यूसर और कंजूमर प्रोसेस दोनों एक साथ बफर को एक्सेस करने की कोशिश करें ऐसे में यह एक सिंक्रनाइजेशन का मिसमैच हो सकता है इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे अभी के लिए हम अपने आपको इतने से संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने प्रोड्यूसर और कंजूमर के बीच होने वाले मिसमैच का थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया है अब हम मैसेज पासिंग में होने वाली परिस्थितियों के बारे में जानेंगे यहां पर कोई शेयर्ड वेरिएबल नहीं होता है और बिना शेयर्ड वेरिएबल के ही यह प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट और अपने एक्शन सिंक्रोनाइज करती है इसलिए जब भी प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहे यह सेंडर से रिसीवर को एक स्पष्ट मैसेज भेजेंगे और ऐसे में दो सिस्टम कॉल होंगी जिसके द्वारा यह मैसेज भेजा और प्राप्त किया जाएगा सैंडर प्रोसेस एक सेंड सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करके मैसेज भेजेगी और मैसेज रिसीव करने वाली प्रोसेस रिसीव सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करके मैसेज रिसीव करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इस मैसेज का साइज निश्चित या वेरिएबल हो सकता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मैसेज का साइज निश्चित रखते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसे वेरिएबल रखते हैं अगर प्रोसेस पी और क्यू आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो इनके बीच एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना पड़ेगा मेरे पास दो प्रोसेस P और Q है और मुझे इनके बीच एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना है ताकि यह प्रोसेस पी इस प्रोसेस Q के लिए कुछ लिख सके और Q प्रोसेस इसे रीड कर सके और इसी प्रकार प्रोसेस Q कुछ लिख पाए और प्रोसेस P इसे पढ़ सके इसी को हम मैसेज का आदान प्रदान कहते हैं जिसमें प्रोसेस P मैसेज भेज पा रही है और प्रोसेस Q मैसेज रिसीव कर रही है या फिर इसका उल्टा भी हो रहा है अब हमें पहले तो इस प्रश्न के बारे में सोचना है कि आखिर यह लिंक बन कैसे रहे हैं और दूसरा अगर एक लिंक P दो से ज्यादा प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या मैं ऐसा मैसेज Q दे सकता हूं जो दो प्रोसेस को कवर करे और फिर प्रत्येक दो कम्युनिकेट करती हुई प्रोसेस के बीच कितने लिंक हो सकते हैं इसके अलावा क्या केवल एक ही Q है या फिर कई सारे Q हो सकते हैं कई सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए जाने हैं जैसे एक ही मैसेज Q क्या प्रोसेस Q के लिए है या फिर या किसी दूसरी प्रोसेस Q1 के लिए भी हो सकता है इनकी क्षमता क्या है जैसे कि एक मैसेज कितना बड़ा हो सकता है जो मैं इस Q के द्वारा भेज सकूं यह एक और प्रश्न है कि फिक्स या वेरिएबल लिंक कितना बड़ा मैसेज अपने अंदर रख सकता है मैसेज का फॉर्मेट कैसा होता है क्या यह निश्चित लंबाई का होता है या इसकी लंबाई भी बदल सकती है क्या लिंक यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल का अर्थ है कि मैसेज एक ही दिशा में भेजा जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है जबकि बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि यह क्रिया दोनों दिशाओं में जा सकती है 2 या उससे अधिक संख्या की प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन लिंक के बारे में हम यह अलग अलग विकल्प सोच सकते हैं और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से देते हैं जैसे जैसे हम सिस्टम को और जटिल बनाते जाएंगे वैसे वैसे इस मैसेज Q में हम और भी चीजों को शामिल करने की कोशिश करेंगे और इसे और लचीला बनाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार मैसेज को पास करने की इस प्रक्रिया में और ज्यादा जटिलताएं आती जाएंगी और इसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही कठिन हो जाएगा पर इसके लचीलेपन के ऊपर आश्रित होकर हम कई सारी चीजें और कर सकते हैं जहां तक इंप्लीमेंटेशन का सवाल है फिजिकल कम्युनिकेशन होना जरूरी है फिजिकल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लिंक के लिए प्रयोग हो रहा है और एक फिजिकल हिस्सा होना चाहिए और साथ ही एक लॉजिकल हिस्सा logical part भी होना चाहिए फिजिकल का अर्थ है कम्युनिकेशन शायद शेयर्ड मेमोरी से किया जा रहा है जैसे हमने पहले SHM गेट सिस्टम कॉल के द्वारा शेयर्ड मेमोरी बनाने की चर्चा की थी उसी प्रकार हम शेयर्ड मेमोरी का एक हिस्सा इसके लिए समर्पित कर सकते हैं जो इन दो प्रोसेस के बीच मैसेज Q का काम करेगा यह एक संभावना है कि हम हार्डवेयर बस की तरह एक फिजिकल कम्युनिकेशन रख सकते हैं हो सकता है मेरे पास अनेक प्रोसेस एक बस से आपस में जुड़े हुए हैं जिससे डाटा का आदान प्रदान चल रहा है इस प्रकार हम इस हार्डवेयर बस से फिजिकल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर एक नेटवर्क के माध्यम से इस कम्युनिकेशन को करते हैं कई प्रोसेस किसी नेटवर्क के ऊपर वितरित होती हैं और इस नेटवर्क के माध्यम से ही मैसेज का आदान प्रदान होता है हमारे पास इस तरीके का एक फिजिकल प्लेटफार्म हो सकता है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन लिंक बनाया गया है और तार्किक रूप से यहां पर इसके 2 विभिन्न वर्गीकरण हो सकते हैं जैसे कि यह लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर लिंक किसी अन्य नोड के माध्यम से जा रहा है या फिर सीधे पॉइंट टू पॉइंट तरह का लिंक है और फिर यह सिंक्रोनस या असिंक्रोनस भी हो सकता है क्या कोई वैश्विक घड़ी है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है एक और प्रश्न उठता है क्या यह ऑटोमेटिक बफरिंग है या एक्सप्लिसिट बफरिंग की आवश्यकता भी हमें हो सकती है अगर मैसेज लंबे या अनगिनत हैं तो इन्हें बिना रिसीवर को मिलने का इंतज़ार किये हुए भेजा जा सकता है क्या हम बफरिंग कर रहे हैं या नहीं इस तरह कई सवाल हैं जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है और इसी तरह कई तरह की मैकेनिज्म हो सकती हैं जहां तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सवाल है प्रोसेस को सेंड और रिसीव दो सिस्टम कॉल करके एक दूसरे का नाम स्पष्ट रूप से लेना पड़ता है कि मैसेज किसे भेजा जा रहा है और किस किस से रिसीव किया जाना चाहिए अगर मैं एक सेंड कॉल करूं जैसे सेंड P मैसेज इसका अभिप्राय है कि मैं प्रोसेस पी को मैसेज भेजना चाहता हूं इसी प्रकार Q प्रोसेस से किसी मैसेज रिसीव करने के लिए एक रिसीव कॉल रिसीव मैसेज Q की जानी चाहिए इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि हमें किस से मैसेज रिसीव करना है और किसे भेजना है ऐसा भी हो सकता है कि यह P प्रोसेस Q के अलावा P1 को एक दूसरा और P2 को कोई दूसरा मैसेज भेजना चाहती हो इस प्रकार यह बहुत सारी प्रोसेस से वार्तालाप कर सकती है पर यह Q को कोई विशिष्ट मैसेज भेजना चाहती है जैसे सेंड Q कॉमा मैसेज वन जहां मैसेज वन एक डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर जैसा एक वेरिएबल स्ट्रक्चर है जिसे मैसेज के रूप में रखा गया है और इसे Q को भेजा गया है इसी प्रकार जब इसे प्रोसेस P2 को कोई विशिष्ट मैसेज भेजना होगा तो यह लिखेगा सेंड P2 कॉमा मैसेज M2 रिसीवर के छोर पर भी हमारे पास इसी तरह की सिस्टम कॉल होती है यह बता सकता है कि यह किस श्रोत से मैसेज मिलने की उम्मीद कर रहा है जैसे पिछले उदाहरण के पास मैसेज रिसीव करेगा जैसा एक वक्तव्य था जिससे पता चलता है कि यह प्रोसेस Q से मैसेज आने की उम्मीद कर रहा है अब हम इन कम्युनिकेशन लिंक के गुणों की बात करेंगे कम्युनिकेशन लिंक ऑटोमेटिकली बनते हैं और यह कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेज के एक युगल से जुड़े हुए होते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के जोड़े से एक लिंक जुड़ा हुआ होता है और केवल एक ही होता है यह लिंक यूनिडायरेक्शनल हो सकता है परंतु सामान्य तौर पर यह बाई डायरेक्शनल होते हैं यह कम्युनिकेशन लिंक के कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें सामान्य तौर पर लागू किया जाता है इस प्रकार हमारे पास इन कम्युनिकेशन लिंक के अलग अलग गुण हैं और जब भी कभी एक मैसेज भेजा जाता है तब यह लिंक अपने आप बन जाता है दो प्रोसेस के जोड़े के बीच एक ही लिंक होता है और सामान्य तौर पर यह बाईडायरेक्शनल होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के मामले में मैसेज एक मेल बॉक्स जिसे पोर्ट कहा जाता है को भेजे जाते हैं और उससे रिसीव किये जाते हैं प्रत्येक मेल बॉक्स की अपनी एक अनुपम पहचान होती है और प्रोसेस तभी एक दूसरे से वार्तालाप कर सकती हैं जब वह एक मेल बॉक्स शेयर कर रही हों प्रत्येक प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ एक मेल बॉक्स होता है तो कोई भी अगर प्रोसेस के साथ वार्तालाप करना चाहता है तो वह उस से जुड़े हुए मेल बॉक्स पर मैसेज भेजेगा रिसीव करने वाली प्रोसेस इस मेल बॉक्स से मैसेज रीड करेगी और इसे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह किस रिसीवर से मैसेज की उम्मीद कर रही है यह मेल बॉक्स से मैसेज रीड करेगा और इसे पता चलेगा कि मैसेज किस ट्रांसमीटर से आया था इस प्रकार मेल बॉक्स शेयर करने के लिए शेयरिंग की अनुमति चाहिए होती है इस तरह के ऑपरेशन में हम एक मेल बॉक्स या पोर्ट बनाते हैं और उसी के माध्यम से मैसेज प्राप्त करते हैं और फिर मेल बॉक्स मिटा देते हैं एक प्रिमिटिव उदाहरण के तौर पर हम सेंड A कॉमा मैसेज करते हैं यह एक मैसेज मेल बॉक्स को भेज रहा है रिसीव A कॉमा मैसेज मेलबॉक्स A से मैसेज रिसीव करेगा सारी प्रोसेस किसी मेल बॉक्स से जुड़ी होती है और इन्हें यह कार्य इस प्रकार करना पड़ता है अगर दो प्रोसेस एक मेल बॉक्स शेयर कर रही हैं तब मेल बॉक्स में भेजे गए मैसेज दूसरी प्रोसेस को भी दिखेंगे यह वार्तालाप करने का परोक्ष तरीका है क्योंकि हम यह नहीं बता रहे कि हमें किस प्रोसेस के पास मैसेज भेजना है हम बस मेल बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं इसी प्रकार जहां मैसेज गृहण किए जा रहे हैं वह भी नहीं बता रहा कि हमें किस प्रोसेस से संदेश आने की उम्मीद है हम केवल यह कह रहे हैं कि जो भी अगला मैसेज मेल बॉक्स में है उसे पढ़ा जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में लिंक तभी बनता है जब प्रोसेस एक कॉमन मेल बॉक्स शेयर करते हैं एक लिंक कई सारी प्रोसेस के साथ जुड़ा हो सकता है और कोई दो प्रोसेस का युगल बहुत सारे कॉमन लिंक शेयर कर सकता है यह लिंक यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल हो सकता है यह सभी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में बने कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टीज है अब हम बात करते हैं मेल बॉक्स शेयर करने की परिस्थिति ऐसी है कि प्रोसेस P1 P2 और P3 एक मेल बॉक्स ए शेयर कर रहे हैं P1 एक मैसेज भेजता है अब इस मैसेज को कौन रिसीव करेगा यह मैसेज P1 ने किसके लिए भेजा क्योंकि यह सब मेल बॉक्स शेयर कर रहे हैं हम यह नहीं मान सकते कि यह मैसेज किसी एक के लिए भेजा गया होगा और जो भी यह कुछ चल रहा है क्या यह किसी दूसरी प्रोसेस पर भी देखा जा सकता है इस तरह का विवाद कोई सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है परंतु यहां मूल बात यह है कि इस मैसेज को कौन पढ़े और इसके बाद आने वाले मैसेज को कौन पढ़ेगा इसका क्या उपाय है इसका हल यही है की किसी एक लिंक को ज्यादा से ज्यादा दो प्रोसेस के साथ जोड़ा जाए जैसे मेरे पास यहां एक अकेला मेल बॉक्स A तीन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है इसके बदले हमें P1 और P2 और P1 और P 3 के बीच दो अलग अलग मेल बॉक्स बनाने चाहिए इस तरह से हमारे पास यह समस्या नहीं आएगी हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को कौन सा मैसेज दिया जाए अथवा हम एक समय पर किसी एक प्रोसेस को ही रिसीव ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की अनुमति प्रदान करें किसी प्रकार यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दो प्रोसेस एक साथ रिसीव ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ऐसा हम कैसे करें यह एक दूसरा ही मुद्दा है और ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक वक्त में एक प्रोसेस ही रिसीव ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें अन्यथा P1 कोई मैसेज भेजेगा और मेल बॉक्स में एक मैसेज P1 की तरफ से आएगा अब इसे P2 और P3 दोनों ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जब P2 और P3 दोनों ही इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तब हो सकता है P2 ने मैसेज पढ़ लिया और डिलीट कर दिया जबकि P3 ने आधा ही मैसेज पढ़ा हुआ था या फिर P2 ने इसे आधा पढ़ा हो और तब तक P3 के पढ़ने का क्रम आ गया इस प्रकार कई तरह की दुविधाएं सामने आ सकती हैं इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि कोई एक प्रोसेस ही मैसेज रिसीव करें ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करें कि एक ही प्रोसेस मैसेज रिसीव कर रही है या फिर सिस्टम रिसीव करने वाले का चुनाव मनमाने ढंग से कर ले और उसके बाद भेजने वाले को यह बताया जाए कि सन्देश किसे मिला यदि ऐसा ना करें तो सिस्टम यह तय करें कि मैसेज किसे मिलेगा यहां पर P2 और P3 दोनों को रिसीव कॉल दी जाएगी और सिस्टम उनमें से किसी एक को चुनेगा जैसे यहाँ P2 को चुना और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यह बात P1 को बताएगा कि तुम्हारा मैसेज किसे मिला इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण विचार पर आते हैं जिसे मैसेज ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग g स्कीम कहते हैं ब्लॉकिंग स्कीम को सिंक्रोनस माना जाता है मूलतः होता यह है कि हमारे पास एक प्रोसेस P1 है जो एक कोड एग्जीक्यूट कर रही है यह P1 दूसरी प्रोसेस P2 को एक मैसेज भेजती है यह संदेश कुछ डाटा या सूचना लेकर P2 तक जाता है और P2 इसके मुताबिक कार्य करता है जब P2 ने इसे प्रोसेस कर लिया तब इसे P1 को यह बताना चाहिए कि मेरा कार्य पूरा हो गया यहां पर P1 P2 के द्वारा भेजे गए इस संदेश का इंतजार करता रहेगा इसलिए इसे ब्लॉकिंग टाइप सेंड कहा जाता है ब्लॉकिंग सेंड में सेंडर तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि इसे रिसीवर के द्वारा एक वापस मैसेज नहीं मिल जाता दूसरा है ब्लॉकिंग रिसीव जिसमें रिसीवर तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कि कोई मैसेज उपलब्ध नहीं है इस समय पर यह प्रोसेस किसी संदेश की उम्मीद कर रही थी पर अब तक P1 ने कोई भी मैसेज नहीं भेजा है हो सकता है कि P1 प्रोसेस काफी धीमी गति से चल रही हो या फिर इसने यह कार्य शेड्यूल ही ना किया हो इस समय P2 एक रिसीव कॉल एग्जीक्यूट करता है परंतु इसे इंतजार करवाया जा रहा है क्योंकि कोई भी मैसेज उपलब्ध नहीं है इसी प्रकार ब्लॉकिंग सेंड भी कार्य करता है जैसे की मैसेज भेजा जा चुका है परंतु कोई भी रिसीवर मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है ब्लॉकिंग रिसीवर मैं रिसीवर तो उपलब्ध है पर यह तब तक ब्लॉक रहता है जब तक कोई मैसेज ना आए इसको सिंक्रोनस कहा जाता है क्योंकि इसमें सेंडर और रिसीवर मैसेज के बीच एक तालमेल है दूसरी तरह की परिस्थिति है जिसे नॉन ब्लॉकिंग या असिंक्रोनस बोला जाता है नॉनब्लॉकिंग सेंट में मैसेज लगातार भेजे जाते हैं अगर यह P1 किसी समय मैसेज भेजता है तो यह इस बात का इंतजार नहीं करता कि रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया या नहीं यह अपना अगला ऑपरेशन करने के लिए स्वतंत्र है अंततः रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा ही और उसके अनुसार कोई एक्शन लेगा दूसरी परिस्थिति में नॉनब्लॉकिंग रिसीव है जिसमें P2 रिसीवर है और यह किसी समय रिसीव कॉल एग्जीक्यूट करता है इस समय ऐसा हो सकता है कि P1 के द्वारा कोई मैसेज भेजा गया हो और यह उपलब्ध हो या यह भी हो सकता है कि P1 प्रोसेस काफी धीमी हो और कोई मैसेज उपलब्ध नहीं हो ऐसे में इसे नल मैसेज मिलेगा चाहे मैसेज वैलिड हो या नल हो रिसीवर अपना काम करता रहेगा यह किसी मैसेज के उपलब्ध होने का इंतजार नहीं करेगा यह एक रिसीव कॉल एग्जीक्यूट करता है अगर वह सही रही तो यह सार्थक मैसेज प्राप्त करेगा अन्यथा इसे नल मैसेज आएगा इस प्रकार सैंडर और रिसीवर ब्लॉकिंग में हमारे पास अलग अलग संभावनाओं के सम्मिश्रण हो सकते हैं यहां पर हमारे पास एक मिलनस्थल रॉनडेवूrendezvous जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के सम्मिश्रण इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैसेज पासिंग ब्लॉकिंग नॉनब्लॉकिंग आदि और आपको करसपांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनुअल देखकर यह पता करना पड़ेगा कि इसमें किस तरह के मैसेज पासिंग की व्यवस्था की गई है